अब मैं एक परिपथ के नॉर्टन के समकक्ष को खोजने के कुछ उदाहरणों का वर्णन करूंगा आइए हम एक बहुत ही सरल परिपथ लें और हम नॉर्टन विद्युत धारा स्रोत और समानांतर में एक नॉर्टन प्रतिरोध के साथ इस रूप में समकक्ष नमूना ढूंढना चाहते है नॉर्टन विद्युत धारा स्त्रोत को खोजने के लिए हमें इन दो टर्मिनलों को शॉर्ट परिपथ करना होगा और शॉर्ट परिपथ से गुजरने वाली विद्युत धारा ज्ञात करनी होगी तो मैं इसे शॉर्ट परिपथ करूंगा फिर आप स्पष्ट रूप से देखेंगें कि यह 5 वोल्ट पूरी तरह से इस 1 किलो Ω के पार दिखाई देता है तो यहां हमारे पास 5 वोल्ट है और 1 किलो Ω के पार 5 वोल्ट का परिणाम 5 मिलीएम्प्स की विद्युत धारा है और यह शॉर्ट परिपथ से होकर जाती है याद रखें यह 4 किलो Ω शॉर्ट परिपथ के पार है इसलिए सभी विद्युत धारा शॉर्ट परिपथ में जाएगी न कि 4 किलो Ω प्रतिरोधक में इसलिए यह उस दिशा में 5 मिलीएम्प होगी तो I N जो कि 1 से 1 प्राइम की ओर जा रही विद्युत धारा है जाहिर है अगर आपने इसे शॉर्ट परिपथ किया है तो आपके पास 1 से 1 प्राइम तक सभी I N होंगीं तो इस मामले में I N केवल 5 मिली एम्पीयर्स है और R N को खोजने के लिए हमें इस वोल्टेज स्रोत को निष्क्रिय करना होगा और 1 और 1 प्राइम के बीच वापस देखकर प्रतिरोध को ज्ञात करना होगा मैं 5 वोल्ट के स्रोत को नल करके शॉर्ट परिपथ करता हूं और मेरे पास ये दो प्रतिरोधक है 1 किलो Ω और 4 किलो Ω और अगर मैं थ्रस्ट वोल्टेज लागू करता हूं तो मैं विद्युत धारा ज्ञात कर सकता हूं प्रतिरोध को खोजने के लिए अनुपात लें यह मामला बहुत आसान है आप देखते है कि 1 किलो Ω है और 4 किलो Ω समानांतर में है यह एक जटिल तरीके से खींचा गया है लेकिन 1 किलो Ω प्रतिरोधक और 4 किलो Ω प्रतिरोधक दोनों इन दोनों टर्मिनलों के बीच जुड़े हुए है तो समतुल्य प्रतिरोध R N सामान्यतः समानांतर संयोजन है जो 4 × 1 बाय 4 1 किलो Ω है जो आपको 08 किलो Ω या 800 Ω देता है नॉर्टन समकक्ष इस परिपथ में एक 800 Ω प्रतिरोधक के साथ समानांतर में 5 मिलीएम्प विद्युत धारा स्रोत होता है अब केवल पूर्णता के लिए यदि हम थेविनिन समकक्ष का मूल्यांकन करते है तो थेविनिन प्रतिरोध इसके समान होगा यह 800 Ω होगा और थेविनिन वोल्टेज I N × R N होगा जैसा कि हमने पहले मूल्यांकन किया था आप 1 और 1 प्राइम के बीच ओपन परिपथ वोल्टेज की गणना करके भी इसे कम कर सकते है तो वोल्टेज विभक्त अभिव्यक्ति का उपयोग करते हुए इन दोनों के बीच वोल्टेज है 4 किलो Ω विभाजित किया जाता है बाय कुल प्रतिरोध 5 किलो Ω × 5 वोल्ट अर्थात 4 वोल्ट तो यह उस सूत्र की भी पुष्टि करता है जिसे हमने पहले व्युत्पन्न किया था तो यह 800 Ω के साथ श्रृंखला में 4 वोल्ट का स्रोत होगा तो बहुत सरल उदाहरण अब आइए एक और मामले पर विचार करें इसमें 1 किलो Ω प्रतिरोधक है मैं V x को इस तरह से परिभाषित करूंगा और यह वोल्टेज नियंत्रित करेगा विद्युत धारा स्रोत होता है 05 मिलीसीमेंस × V x में है 1 और 1 प्राइम तो पहले मुझे शॉर्ट परिपथ विद्युत धारा को ज्ञात करना है इसलिए मैं इन दोनों के बीच एक शॉर्ट परिपथ बनाता हूं तो फिर हम स्पष्ट रूप से देख सकते है कि यह 10 वोल्ट का स्रोत सीधे इस 1 किलो Ω प्रतिरोधक के पार मिलता है और ध्रुवता इस तरह है यानी 10 वोल्ट तो यह V x ऋणात्मक 10 वोल्ट है तो सबसे पहले प्रतिरोधक के पार यह 10 वोल्ट उस दिशा में 10 मिलीएम्प की विद्युत धारा का कारण बनता है और यह V x ऋणात्मक 10 वोल्ट है तो हमारे पास ऋणात्मक 05 मिलीसीमेंस × 10 वोल्ट है अर्थात् उस दिशा में ऋणात्मक 5 मिलीएम्प या ऊपर की ओर बहने वाली 5 मिलीएम्प यहां विद्युत धारा I N 10 मिलीएम्प और ऋणात्मक 5 मिलीएम्प का नकरात्मक योग है इसलिए यह ऋणात्मक 5 मिली एम्पीयर्स के बराबर है इस मामले में शॉर्ट परिपथ विद्युत धारा I N ऋणात्मक 5 मिली एम्पीयर है अब नॉर्टन प्रतिरोध को खोजने के लिए हमें वोल्टेज स्रोत को शॉर्ट परिपथ करना होगा हमें इसे नल करना होगा जिसका अर्थ है यह एक शॉर्ट परिपथ है और हमें 1 और 1 प्राइम के बीच प्रतिरोध ज्ञात करना है हमेशा की तरह हम एक परीक्षण वोल्टेज लागू करते है और उस तरह से बहने वाली विद्युत धारा को ज्ञात करते है तो अब यह V x है और V x बस ऋणात्मक V परीक्षण के बराबर है हमने यह भी देखा कि यह V परीक्षण इस ध्रुवता के साथ इस 1 किलो Ω प्रतिरोधक के पार सीधेतौर पर मिलता है वह V परीक्षण है तो सबसे पहले यहां हमारे पास 1 किलो Ω से विभाजित एक विद्युत धारा V परीक्षण है और इस दिशा में हमारे पास विद्युत धारा 05 मिलीसीमेंस × V परीक्षण है तो उस तरह बहने वाली कुल विद्युत धारा I परीक्षण इस और उस एक का योग है जो V परीक्षण बाय 1 किलो Ω ऋणात्मक 05 मिलीसीमेंस × V परीक्षण है जो 05 मिलीसीमेंस × V परीक्षण के बराबर है तो अनुपात R N जो कि I परीक्षण द्वारा V परीक्षण का अनुपात है 2 किलो Ω के बराबर है तो यह पूरा परिपथ इस दिशा में एक ऋणात्मक 5 मिलीएम्प स्रोत और समानांतर में 2 किलो Ω प्रतिरोध के समकक्ष है इसलिए यह समकक्ष स्रोत है और विद्युत धारा की दिशा को ध्यान में रखते हुए आप इसे नीचे की ओर पॉइंट करते हुए एक 5 मिलीएम्प विद्युत धारा स्रोत और 1 और 1 प्राइम के साथ 2 किलो Ω के रूप में भी लिख सकते है पुनः मैं यहां जिस पर जोर देना चाहता हूं वह है कि समतुल्य खोजने की विधि हमेशा समान होती है आप टर्मिनलों 1 और 1 प्राइम के बीच एक परिपथ बनाते है सही दिशा में शॉर्ट परिपथ विद्युत धारा को ज्ञात करते है और फिर आप परिपथ में सभी स्वतंत्र स्त्रोतों को निष्क्रिय कर देते है आश्रित स्रोत जैसे है वैसे ही रहते है अपनी नियंत्रित मात्राओं के साथ भी जैसे उन्हें होना चाहिए और आप प्रतिरोध को दो टर्मिनलों में पीछे देखते हुए ज्ञात करते है वह आपको नॉर्टन प्रतिरोध देता है